अंतिम कक्षा में हमने नेटवर्क स्टेबिलिटी नामक विषय पर चर्चा शुरू की और हम नेटवर्क स्टेबिलिटी के बारे में आज भी अपनी चर्चा जारी रखेंगे और नेटवर्क सिंथेसिस के बारे में भी चर्चा करेंगे पिछली कक्षा में हमने नेटवर्क स्टेबिलिटी के बारे में चर्चा की तो हमने जो चर्चा की सर्किट स्टेबल है यदि इसकी इम्पल्स रिस्पांस समय के रूप में बाध्य है इसका मतलब है कि इम्पल्स रिस्पांस समय के लिए एक परिमित वैल्यू में परिवर्तित हो जाएगी यह अनस्टेबल होगा यदि के रूप में बाध्य बिना है हमने यह भी चर्चा की कि गणितीय शब्द में हम इसे के रूप में लिख सकते हैं अब यदि का लाप्लास ट्रांसफ़ॉर्म है तो हमने चर्चा की कि लाप्लास ट्रांसफ़ॉर्म s डोमेन में इसे के रूप में दर्शाया जा सकता है इम्पल्स रिस्पांस इम्पल्स रिस्पांस का लाप्लास ट्रांसफॉर्म है सर्किट को स्टेबल करने के लिए निम्नलिखित आवश्यकता को पूरा करना होगा वे आवश्यकताएं क्या थीं एक आवश्यकता जिसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि की डिग्री की डिग्री से कम होनी चाहिए जो न्यूमेरेटर की एक्सप्रेशन की डिग्री है डिनोमिनेटर में एक्सप्रेशन की डिग्री से कम होनी चाहिए अगली आवश्यकता यह है कि के सभी पोल में नकारात्मक वास्तविक भाग होने चाहिए सभी पोल का अर्थ है डिनोमिनेटर एक्सप्रेशन की सभी रुट में नकारात्मक वास्तविक भाग होना चाहिए अब हमने यह भी चर्चा की कि जो सर्किट पैसिव एलिमेंट से बने होते हैं जो R L C एलिमेंट और स्वतंत्र सोर्स अनस्टेबल नहीं होंगे क्योंकि अगर हम कहते हैं कि ये अनस्टेबल हो सकते हैं तो इसका मतलब है कि कुछ ब्रांच करंट या वोल्टेज होंगे जो अनिश्चित रूप से शून्य पर सेट सोर्सों के साथ बढ़ेगा जो आम तौर पर ऐसा नहीं होता है जब हम R L C सर्किट का एनालिसिस करते हैं तो आइए हम यह कहते हुए सत्यापित करें कि पैसिव एलिमेंट और स्वतंत्र सोर्स एलिमेंट नेटवर्क अनस्टेबल नहीं होंगे उदाहरण देखें कि हमने पिछले व्याख्यान में क्या चर्चा की थी कि यदि यह एक सीरीज R L C सर्किट है तो हम कह सकते हैं कि और हमने इस बात पर भी चर्चा की कि डिनोमिनेटर कॉम्पोनेन्ट जो कि डिनोमिनेटर 2 में है को व्यक्त करने वाला व्यंजक है जब हम सीरीज R L C सर्किट के बारे में चर्चा कर रहे थे तो यह एक विशिष्ट समीकरण होगा जिसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं हम कह सकते हैं कि डिनोमिनेटर एक्सप्रेशन के पोल में डिनोमिनेटर की एक्सप्रेशन की रुट वैल्यू होंगी और हमने यह भी स्थापित किया है कि और अब यदि आप देखते हैं कि R L C 0 से अधिक है जब यदि यह स्थिति है तो 2 पोल हमेशा एक्सप्रेशन के बाएं आधे भाग में लिखेंगे तो इसका मतलब है कि जिस नेटवर्क में R L और C कॉम्पोनेन्ट शामिल हैं वह अनस्टेबल नहीं होगा क्योंकि पोल जो हमें सर्किट के दिए गए ट्रांसफर फंक्शन से मिलता है उसमें हमेशा नकारात्मक वास्तविक भाग होगा जिस गंभीर स्थिति पर हमने चर्चा की वह यह थी कि जब R 0 के बराबर होगा तो डम्पिंग कोएफ़िशिएंट 0 होगा उस स्थिति में सर्किट ऑसिलेटरी हो जाएगा अब एक्टिव सर्किट और पैसिव सर्किट जैसे कुछ सर्किट हैं जिनमें नियंत्रित सोर्स शामिल हैं जो ऊर्जा की आपूर्ति कर सकते हैं और यही कारण है कि वे अनस्टेबल हो सकते हैं ऑस्किलटर इस तरह के सर्किट का एक और उदाहरण है जो अनस्टेबल होने के लिए डिज़ाइन किया गया है क्योंकि यह समय जब कुछ निरंतर वैल्यू तक नहीं जाएगा तो जब आप ऑस्किलटर को डिज़ाइन करते हैं तो ऑस्किलटर के ट्रांसफर फंक्शन के रूप में दिया जा सकता है आप देखेंगे कि इस ट्रांसफर कार्यों के पोल काल्पनिक अक्ष पर हैं पोल और हैं तो जब आपके पास काल्पनिक अक्ष पर पोल होते हैं तो इसका मतलब है कि सर्किट ओस्किलटरी है इस मामले में आपको जो आउटपुट मिलेगा वह साइनसोइडल है तो जब आपके पास इस तरह की स्थिति होती है तो आप कहेंगे कि सर्किट ओस्किलटरी है अब हम एक उदाहरण लेते हैं ताकि हम अवधारणा को समझ सकें हमें k का मान निर्धारित करने की आवश्यकता है जिसके लिए सर्किट जो आंकड़ा में दिया गया है वह स्टेबल है तो अब यहाँ आप देखते हैं कि आपके पास एक ऊर्जा भंडारण कॉम्पोनेन्ट है जो कि संधारित्र है डोमेन में केपेसिटंस का वैल्यू है और हमारे पास 2 रेजिस्टेंस हैं हमारे पास एक निर्भर वोल्टेज सोर्स है जो लूप में बहने वाले करंट पर निर्भर करता है तो हमें k का मान ज्ञात करने की आवश्यकता है जिसके लिए यह आंकड़ा स्टेबल होगा हमें पहले मेष एनालिसिस का उपयोग करना होगा और इन 2 लूप के लिए समीकरण लिखना होगा तो अब आपके पास ये 2 समीकरण हैं यदि आप उन्हें मैट्रिक्स रूप में दर्शाते हैं तो आप कैसे लिखेंगे तो जब आप मैट्रिक्स संकलित करते हैं तो आप देखेंगे कि यदि आप इस सर्किट के विशेषता समीकरण का पता लगाना चाहते हैं तो विशेषता समीकरण को नियंत्रित करना है तो आपको क्या करना है आपको मैट्रिक्स के निर्धारक का पता लगाना होगा जिसे हमने अभी संकलित किया है निर्धारक का वैल्यू है यह कुछ भी नहीं है बल्कि कैरेक्टरिस्टिक समीकरण होगा तब आप क्या प्राप्त करेंगे आपको एकल पोल का मान मिलेगा क्योंकि यहाँ न्यूमेरेटर कॉम्पोनेन्ट केवल s की डिग्री है तो आपके पास केवल एक ही पोल होगा तो पोल का मान अब अगर आप देखें तो पोल P का यह मान कहेगा कि होने पर पोल नेगेटिव होगा हम कह सकते हैं कि अन्यथा के लिए सर्किट स्टेबल होगा सर्किट अनस्टेबल होगा यह आप सत्यापित कर सकते हैं आप k का वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं जिसके लिए आपका सर्किट स्टेबल होगा अब हम नेटवर्क सिंथेसिस नामक एक अन्य अवधारणा के बारे में बात करते हैं तो नेटवर्क सिंथेसिस क्या है नेटवर्क सिंथेसिस किसी दिए गए ट्रांसफर फंक्शन के लिए एक उपयुक्त नेटवर्क प्राप्त करने की प्रक्रिया है अब यह नेटवर्क सिंथेसिस हमारे नेटवर्क एनालिसिस के ठीक विपरीत है जहां हमें सर्किट मिलता है और हम दिए गए सर्किट के ट्रांसफर फंक्शन का पता लगाने की कोशिश करते हैं नेटवर्क सिंथेसिस समय डोमेन की तुलना में s डोमेन में ले जाना आसान है जब हम नेटवर्क सिंथेसिस और नेटवर्क एनालिसिस के बीच अंतर करते हैं तो हम कह सकते हैं कि नेटवर्क एनालिसिस में हमें दिए गए नेटवर्क के ट्रांसफर फंक्शन का पता चलता है जबकि अगर नेटवर्क सिंथेसिस हम अप्प्रोच को उलट देते हैं इसका मतलब है कि हमें दिए गए ट्रांसफर फंक्शन के लिए एक उपयुक्त नेटवर्क खोजने की आवश्यकता है तो नेटवर्क सिंथेसिस के मामले में हम क्या करेंगे हमें एक ट्रांसफर फंक्शन मिलेगा और उसमें से हम उपयुक्त नेटवर्क का पता लगाने की कोशिश करते हैं जो ट्रांसफर फंक्शन को संतुष्ट करता है अब नेटवर्क सिंथेसिस में कई अलग अलग उत्तर हो सकते हैं या संभवतः कोई जवाब नहीं हो सकता है क्योंकि कई सर्किट हो सकते हैं जिनका उपयोग उसी ट्रांसफर फंक्शन का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जा सकता है हमें दिए गए ट्रांसफर फंक्शन के लिए सबसे उपयुक्त उत्तर खोजने की आवश्यकता है जबकि नेटवर्क एनालिसिस में चीजें विपरीत हैं केवल एक ही उत्तर होगा नेटवर्क एनालिसिस के लिए साधन हमें हमेशा एक एकल ट्रांसफर फंक्शन मिलेगा लेकिन नेटवर्क सिंथेसिस के मामले में एक ट्रांसफर फंक्शन कई सर्किटों का प्रतिनिधित्व कर सकता है आइए हम इन अवधारणाओं को उदाहरणों की सहायता से समझते हैं क्योंकि इससे सर्किट के सिंथेसिस पहलू को समझना आसान होगा हमें देखते हैं कि एक ट्रांसफर फंक्शन है जैसा कि दिया गया है अब हम कहते हैं कि यह वह सर्किट है जहां L और C को प्रस्तुत किया जाता है और C R और अनुपात के पैरेलल होता है इनपुट वोल्टेज द्वारा विभाजित रेजिस्टेंस R के अक्रॉस वोल्टेज के बीच का अनुपात और कुछ नहीं है तो अब हमें यह ट्रांसफर फंक्शन मिल गया है और हमें यह विचार है कि यह सर्किट होगा हमें क्या करना चाहिए चूँकि हमारे यहाँ 3 अज्ञात हैं R L और C हम एक मान R को ठीक करेंगे हम उस मान को ठीक क्यों करेंगे हम देखेंगे कि जब हम समाधान के साथ प्रगति करेंगे तो हम R का मान ठीक कर रहे हैं और मान ज्ञात कर रहे हैं C हम 2 मामलों को लेंगे जहां R 5 ओम है और R 1 ओम है और हम L और C का वैल्यू जानने की कोशिश करेंगे अब पहले हमें क्या करना चाहिए हमें s माइनस डोमेन सर्किट के बराबर का पता लगाना चाहिए जब आप s माइनस डोमेन सर्किट के बराबर बनाते हैं तो यह वैसा ही दिखेगा जैसा चित्र में दिखाया गया है यह है जो इनपुट वोल्टेज है रेजिस्टेंस R के अक्रॉस है और फिर इंडक्टर हो जाएगा और केपेसिटंस हो जाएगी अब केपेसिटंस और रेजिस्टेंस पैरेलल में हैं और यह वोल्टेज दोनों कॉम्पोनेन्टों पर लागू होगा क्योंकि दोनों पैरेलल हैं तो हम R के इस पैरेलल संयोजन के बराबर इम्पीडेन्स का पता लगा सकते हैं जब हम हल करते हैं कि हमें के रूप में s डोमेन में समान इम्पीडेन्स मिलेगी अब हम वोल्टेज डिवीजन सिद्धांत का उपयोग कर सकते हैं इस को केपेसिटंस के अक्रॉस भी कहते हैं तो मूल रूप से केपेसिटंस और रेजिस्टेंस के पैरेलल संयोजन में उनके अक्रॉस वोल्टेज होगा तो आप वोल्टेज डिवीजन सिद्धांत का उपयोग कर सकते हैं और के मान का पता लगा सकते हैं अब जो ट्रांसफर फंक्शन हमें मिलता है वह है तो ये दो वैल्यू हैं जो हमें तब मिलेंगे जब हम ट्रांसफर फंक्शन की तुलना करेंगे अब जब तक हमारे पास केवल 2 समीकरण और 3 अज्ञात हैं हम तब तक समाधान नहीं पा सकते हैं जब तक कि हम एक मात्रा को ठीक न करें तो हमने पिछली स्लाइड में चर्चा की है कि हमें कम से कम एक को ठीक करने की आवश्यकता है ताकि हम लिख सकें हमें जवाब मिल सकता है तो हम अपने सवाल में क्या था 5 आर के बराबर आर के रूप में इसका तय वैल्यू है तो जब आप 5ओम के बराबर R डालते हैं तो C का मान आपको मिलेगा 6667मिली फैरड और L का वैल्यू 15हेनरी है अब जब आपके पास R 1 ओम के बराबर है तो C 0333 फैराड होगा और L 03 हेनरी के बराबर है अब R को 1 ओम के बराबर बनाते हुए कहा जाता है कि यह डिज़ाइन को सामान्य कर रहा है क्योंकि आप R को 1 ओम के रूप में ठीक कर रहे हैं इसका मतलब है कि आप सर्किट के डिजाइन को सामान्य कर रहे हैं तो इसके साथ आप अज्ञात के वैल्यू का पता लगा सकते हैं जो L और C है लेकिन आपको कम से कम एक कॉम्पोनेन्ट को ठीक करना होगा तो इस मामले में हमने रेजिस्टेंस R का मान निर्धारित किया अब एक और उदाहरण लेते हैं इस मामले में हम ट्रांसफर फंक्शन दिए गए हैं और हमें L और C के वैल्यू का पता लगाने की आवश्यकता है जब R का मान 2 ओम दिया जाता है तो पहला काम जो आवश्यक है वह यह है कि दिए गए सर्किट को s माइनस डोमेन में परिवर्तित करें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि R L और C तीनों में से सभी सीरीज में हैं जो कि दिए गए सर्किट का समतुल्य ऋण शून्य डोमेन होगा C को से बदल दिया जाएगा और L के स्थान पर हम लिखेंगे का s डोमेन बन जाएगा R एक ही रहेगा और बन जाएगा तो हमें आगे क्या करना चाहिए अब हमें लूप समीकरण लिखना होगा और के हिस्से के रूप में R के अक्रॉस वोल्टेज का प्रतिनिधित्व करना होगा ताकि हमें ट्रांसफर फंक्शन मिल सके जब हम लूप समीकरण लिखते हैं और वोल्टेज को R के अक्रॉस कर देते हैं जैसा कि के संदर्भ में होता है हम लिख सकते हैं कि आर 3 के सभी कॉम्पोनेन्टों द्वारा विभाजित R के अक्रॉस वोल्टेज के अलावा और कुछ नहीं है तो हम लिख सकते हैं जब हम पुनर्व्यवस्थित करते हैं तो आप बस लिख सकते हैं अब आपको यह ट्रांसफर फंक्शन अज्ञात के आधार पर कम मिल गया है जो आपके पास सर्किट में है ट्रांसफर फंक्शन जो हमें दिया गया है 4s अपॉन s स्क्वायर प्लस 4s प्लस 20 पर है तो अगर आप दोनों की तुलना करें तो आप बस इतना कह सकते हैं कि R बाय L कुछ नहीं 4 है और 1 बाय LC 20 के बराबर है फिर से आपके पास 2 समीकरण हैं लेकिन आपके पास 3 अज्ञात हैं हम 2 ओम के रूप में R के वैल्यू को ठीक करते हैं तो जब आप ठीक करते हैं तो आप 2 ओम के रूप में R के वैल्यू को ठीक करते हैं आप बस L का मान 05 हेनरी और कैपेसिटेंस C का मान 01 फराड के रूप में प्राप्त कर सकते हैं इस विशेष प्रक्रिया के साथ आप आसानी से अज्ञात के वैल्यू का पता लगा सकते हैं तो इस मामले में अज्ञात C और L थे और हम R के वैल्यू को ठीक करते हैं तो जब आप नेटवर्क सिंथेसिस करने के लिए कहते हैं तो यह प्रगति है इससे हम अपने आज के सत्र को बंद कर सकते हैं इस सत्र में हमने नेटवर्क सिंथेसिस के बारे में विस्तार से चर्चा की और नेटवर्क स्टेबिलिटी पर हमारी चर्चा की और विशेष रूप से इस सप्ताह में हमने विभिन्न सर्किट एनालिसिस में लाप्लास ट्रांसफॉर्म के अनुप्रयोग के बारे में चर्चा की हम इस सप्ताह के सत्र को इस नोट के साथ बंद कर देते हैं कि हम अगले सप्ताह में 2 पोर्ट नेटवर्क पर चर्चा करेंगे धन्यवाद